सुप्रभात पुनः स्वागत इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के कोर्स में और मैं इस कोर्स के मेट्रोलॉजी भाग के स्टैटिसटिक्स को प्रस्तुत कर रहा हूं इसलिए हम इस व्याख्यान में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखेंगे मैं ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन की तरफ आगे बढूंगा ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन क्या है हमने पहले ही चर्चा कर रखी है कि एक ही मापे गए मूल्य के अलग अलग निश्चित आकार के आंकड़ों का सेट कुछ अलग ही स्टैटिसटिक्स होगा हम आकलन कर सकते है कि कितने अच्छे से किसी नमूने का स्टैंडर्ड डिवीएशन जनसंख्या के स्टैंडर्ड डिवीएशन की भविष्यवाणी करता है यह नमूने के लिए है यह जनसंख्या के लिए है इसलिए जब हमें औसत का मूल्य नहीं पता होता है जब औसत के कुछ मूल्य नहीं दिए होते हैं और हम केवल स्टैंडर्ड डिवीएशन के साथ कार्य कर रहे होते हैं ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन बहुत उपयोगी होता है इसलिए क्योंकि यह केवल नमूनों के स्टैंडर्ड डिवीएशन के आधार पर आकलन कर सकता है इसलिए यदि हम N डाटा बिंदु वाले प्रत्येक डाटा सेट के लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन प्लाट करते हैं मुझे इसे N डाटा बिंदु बताने दें वहां पर बहुत सारे डाटा सेट हैं हम प्रोबेबिलिटी ची स्क्वेर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन P उत्पन्न कर सकते हैं ची स्क्वेर पुनः ची स्क्वेर की प्रोबेबिलिटी की तरह स्क्यूड हो गया है और यह डिग्री ऑफ फ़्रीडम पर निर्भर करता है यहां डिग्री ऑफ फ़्रीडम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब हमारे पास N डाटा बिंदु और डाटा सेट की डिग्री ऑफ फ़्रीडम V N 1 है और जब N 1 का मूल्य 1 है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ हद तक इसकी तरह है यह V बराबर 1 के लिए है जब यह 3 के बराबर होता है जो नमूनों के लिए होता है तो यह V के लिए 3 के बराबर है और हमारे पास 10 के बराबर कुछ इस तरह है यह V से 10 के बराबर है इसलिए यह प्रोबेबिलिटी ची स्क्वेर के लिए है और उस दिशा में यह ची स्क्वेर है अब हम किस चीज में रुचि रखते हैं हम ची स्क्वेर के मूल्य को खोजने में रुचि रखते हैं और इसके लिए हमें यह देखने की जरूरत है कि डाटा या नमूना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या नमूने का स्टैंडर्ड डिवीएशन जनसंख्या के स्टैंडर्ड डिवीएशन की भविष्यवाणी करता है या नहीं यह वास्तव में ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन का उपयोग करने की कुंजी है क्या नमूने का स्टैंडर्ड डिवीएशन जनसंख्या के स्टैंडर्ड डिवीएशन की भविष्यवाणी करता है या नहीं अब यह ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन का टेबुलर रूप है हमारे पास डिग्री ऑफ फ़्रीडम V N 1 और ची वर्ग की गणना नमूने और जनसंख्या वेरियंसिस के अनुपात के रूप में की जा सकती है कृपया यहां सावधानी बरतें कि जनसंख्या के लिए मैंने यहां पर सिगमा रखा है ध्यान दें नमूने के लिए मैंने मूल्य x रखा है सिगमा जनसंख्या का स्टैंडर्ड डिवीएशन है और s x नमूना स्टैंडर्ड डिवीएशन है मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी का मूल्य ज्ञात करने में रुचि रखता हूं बल्कि नमूना महत्वपूर्ण है या नहीं अब मैं यहां पर शब्द महत्व के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करना चाहूँगा जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं जब हमारे पास कहिए कि 3 सिग्मा माइनस 3 सिगमा और प्लस 3 सिगमा तब हमारे पास 997 प्रतिशत क्षेत्र यहां पर है या मैं यह कह सकता हूं कि कुछ सरल रखने के लिए यहां पर 2 सिगमा 2 सिगमा मेरे पास 95 प्रतिशत क्षेत्र है इसलिए यह 25 प्रतिशत यहां पर और 25 प्रतिशत यहां पर इसलिए मतलब की जब मैं 2 सिगमा सीमा मेरे 2 के लिए चुन रहा हूं देखिए मेरे नमूने की विश्वसनीयता 2 सिगमा सीमाएं हैं अर्थात मैं 95 प्रतिशत विश्वस्त हूं यह मुझे 3 सिगमा सीमा दे रहा है मैं 99 प्रतिशत विश्वस्त हूं अगर मेरे पास 95 प्रतिशत विश्वास 2 सिगमा सीमा के अंदर है उसका मतलब मेरा महत्वपूर्णता स्तर टू टेल्ड्ड परीक्षण आप दो पूछ वाला मान सकते हैं वह 25 प्रतिशत है वन टेल्ड्ड परीक्षण मामलों में हमको इन चीजों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है वन टेल्ड्ड मामले में यह कुछ इस तरह है कि अगर यह 95 प्रतिशत है तो फिर 5 प्रतिशत महत्वपूर्ण स्तर होगा इसलिए ची स्क्वेर टेस्ट यह जानने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि क्या नमूने का स्टैंडर्ड डिवीएशन जनसंख्या के स्टैंडर्ड डिवीएशन का पूर्वानुमान कर पाता है या नहीं जोकि महत्व स्तर पर भी आधारित है यह ज्ञात मूल्य यहां पर α के द्वारा लक्षित किया जाता है इसलिए यहां पर यह ची स्क्वेर की प्रोबेबिलिटी है इसलिए यह स्क्यूड डाटा है इसलिए मैं यहां पर इसे एक संख्यात्मक प्रश्न के द्वारा हल करने की कोशिश करुंगा यह ची स्क्वेर के लिए एक प्रणाली अंतराल है P इसलिए यदि मैं यहां पर यह रिलेशन रखता हूं और वेरियंस का मूल्य रखता हूं इसलिए तब मैं वेरियंस के लिए ची वर्ग की प्रोबेबिलिटी रख सकता हूं तब वहां डिग्री ऑफ फ़्रीडम गुणा नमूने के लिए वैरियेंस बटे ची स्क्वेर का मूल्य α बटे 2 के लिए के अनुपात में होगा और पुनः इस तरफ है डिग्रीस ऑफ फ़्रीडम वैरियेंस नमूना भागे ची स्क्वेर 1 माइनस α अल्फा बटे 2 यह एक साधारण सूत्रीकरण है इसलिए α अल्फा का मूल्य यदि मैं कहता हूं 5 प्रतिशत है α अल्फा बटे 2 25 प्रतिशत होगा इसलिए हम इसे किसी भी सीमा के लिए मान सकते हैं इसलिए उदाहरण लेने से पहले मैं आपको ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन के महत्व के बारे में बताना चाहूँगा ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन व्यापक रूप से उन संघों का परीक्षण करने के लिए उपयोग होता है जोकि नॉन्पैरामेट्रिक परीक्षण है इसलिए इसे संख्यात्मक डाटा के लिए भी उपयोग किया जा सकता है इसलिए यह स्टैटिसटिकल अर्थ के महत्व का परीक्षण है जो व्यापक रूप से बाईवेरिएट टेबुलर एसोसिएशन एनालिसिस के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए आमतौर पर जब हमारे पास एक परिकल्पना होती है जहां पर हमको यह देखना होता है की क्या दो जनसंख्याओं किन्ही विशेषताओं में अलग हैं या नहीं या व्यवहार का पहलू दो रेंडम नमूनों पर आधारित है यह परीक्षण प्रणाली पीयरसन ची स्क्वेर टेस्ट के नाम से जाना जाता है एक ची स्क्वेर गुडनेस फिट का परीक्षण का भी इस्तेमाल किया जाता है जोकि एक प्रेक्षित डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी भी विशिष्ट डिस्ट्रीब्यूशन की पुष्टि करता है इस गुडनेस ऑफ फिट परीक्षण की गणना प्रेक्षित डाटा की तुलना अपेक्षित डाटा के साथ करके किसी विशिष्ट डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर होती है इसलिए यहां पर हम उस स्पर्श रेखा की ओर नहीं बढ़ेंगे लेकिन हमको दो नमूनों की तुलना करनी चाहिए दो नमूने जोकि स्टैंडर्ड डीविएशन पर आधारित है या हमको अपने नमूनों को जनसंख्या ची स्क्वेर टेस्ट के साथ तुलना करके उपयोग करना है यह एक संक्षेप है यह कुछ संक्षेप में आप लोगों के लिए है जो कि आप ले सकते हैं इसलिए ची स्क्वेर स्टैंडर्ड डीविएशन का उपयोग करके 2 नमूनों की तुलना कर रहा है या 2 नमूनों की तुलना के लिए F परीक्षण है यह नमूना स्टैंडर्ड डीविएशन को जनसंख्या स्टैंडर्ड डीविएशन से तुलना करने के लिए है इसलिए यहां मेरे पास यह समस्या है 10 स्टील के नमूनों का परीक्षण एक बड़े बैच से किया गया है 10 स्टील मेज को एक बड़े बैच से बनाया गया है और नमूना वेरियंस यह है 95 प्रतिशत विश्वास पर अपेक्षित ट्रू वेरियंस स्पष्ट करो N 10 V 9 18947 at 95 लेकिन यह प्रेसीजन इंटरवल वेरियंस के बारे में रेंडम चांस की वजह से है तब जैसे ही N बड़ा बनता है जैसे ही S जनसंख्या की तरफ बढ़ता प्रेसीजन इंटरवल संकीर्ण होता जाता है इसलिए हमारे वेरियंस के प्रेसीजन इंटरवल को खोजने का यह मार्ग है अगर यह अपेक्षित है आगे और इस प्रस्तुति का आखिरी भाग डाटा आउटलायर की खोज है कभी कभी हमारे पास डाटा आउटलायरस् जोकि किसी असाइनेबल कॉसेस की वजह से या जोकि किसी नॉनरैंडम कारणों की वजह से होते हैं इसलिए डाटा आउटलायर कहां पर है हमको यह खोजने की जरूरत है इस को खोजने के लिए एक नियम है इसलिए जो डाटा नॉर्मल वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी के बाहर गिरता है वह नमूने की एवरेज ऐस्टीमेटेड वेल्यू को गलत तरीके से ऑफसेट करता है रेंडम अनसर्टेंटी एस्टीमेट को बढ़ाता है और एक लीस्ट स्क्वायर सह संबंध को प्रभावित करता है इसलिए परीक्षण स्टैटिसटिकल तकनीकी ऐसे डाटा बिंदुओं को खोजने के लिए उपयोग की जा सकती हैं जोकि आउटलायर कहलाती हैं इसलिए आउटलायर को खोजने की एक पहुंच सावेनेट क्राइटेरिया Chauvenet's criteria है ठीक है यह उन आउटलायर को पहचानता है जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 बटे 2 N से कम होती है घटना की प्रोबेबिलिटी इससे कम है सावेनेट क्राइटेरिया Chauvenet's criterion P घटना संभावित डाटा बिंदु जोकि आउटलायर है 1 2P इसलिए मुझ को यहां पर इस समस्या को देखने दीजिए इसलिए हमारे पास सावेनेट क्राइटेरिया Chauvenet's criterion का उपयोग करके आउटलायर के लिए टायर दबाव के 10 माप जोकि एक सस्ते हाथ में पकड़े जाने वाले गेज परीक्षण के द्वारा बनाए गए हैं और हमारे पास यहां पर प्रेक्षण सारणी है अब हमको इसकी गणना के लिए क्या करना चाहिए

इसके लिए 0018 005 → एक आउटलायर है यहां पर हम एक और आउटलायर जांच कर सकते हैं अगर हम रुचि रखते हैं हम यहां पर यह भी देख सकते हैं कि क्या 24 एक आउटलायर है या नहीं इसलिए इस व्याख्यान में आपके लिए यह काफी भारी हो गया होगा क्योंकि हमने कुछ नए विचारों को लिया था और हमारे पास बहुत सारे गणितीय संबंध भी आए लेकिन चिंता ना करें हम आपको इस पर और पढ़ने के लिए नोट्स देंगे जैसे कि ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन और इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं और हम एक प्रश्नोत्तरी भी रखेंगे और कृपया फोरम पर लॉजिकल प्रश्न पूछे मैं उनका उत्तर देकर काफी खुश होऊंगा और हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे थोड़ा संक्षेप में दोहराने के लिए मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा की इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के असली जिंदगी में एप्लीकेशन की चर्चा की मैंने कुछ संख्यात्मक किए उसके बाद प्रोपोर्शनस् और बाय नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा की उसके बाद हमारे पास नमूने और जनसंख्या के वेरियंस की तुलना के लिए ची स्क्वेर डिस्ट्रब्यूशन की कुछ सूचना आई उसके बाद हमने आउटलायर को खोजने के लिए एक नियम देखा इसलिए हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे हम मेट्रोलॉजी में आगे स्टैटिसटिकल भागों की चर्चा करेंगे धन्यवाद